तो इस व्याख्यान में हम बहुत महत्वपूर्ण कदम देख रहे होंगे जिसमें आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन का भौतिक सत्यापन या कुछ नियम जो डिजाइनर हैं उनको लेआउट बनाने में पालन करना चाहिए जिसे डिजाइन रूल चेक कहा जाता है आइए हम पहले यह समझने की कोशिश करें कि वीएलएसआई लेआउट डिजाइन के संदर्भ में एक डिजाइन रुल क्या है पहला वाक्य महत्वपूर्ण है आप देखते हैं कि प्रक्रियाएं जटिल होती जा रही हैं इसलिए एक लेआउट पर हमारे पास इस तरह के आयताकार आकार के अरबों हैं अब हम कैसे जान सकते हैं कि ये अरबों आयताकार आकृतियाँ जिस तरह से इन्हें बिछाया गया है यह उन सर्किट के सही कामकाज में परिणत होगा जो हम निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ कई सारे मुद्दे हो सकते हैं दो तार हो सकते हैं एक साथ बहुत पास हो सकते है शॉर्ट सर्किट हो सकता है या तार की चौड़ाई निर्माण में कुछ खराबी के कारण पर्याप्त व्यापक नहीं हो सकती है जो टूट सकती है या यह बहुत संकीर्ण हो गई है अनावश्यक रूप से प्रतिरोध के मान में वृद्धि हुई है इसलिए ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो निर्माण के दौरान हो सकते हैं जो डिवाइस या सर्किट की विफलता का कारण बन सकते हैं तो डिजाइन रुल कहता है कि मैं कुछ सामान्य नियम को निर्दिष्ट कर सकता हूं जैसे कि मान लें कि एक तार जो कि धातु एक पर रखा जा रहा है मैं बताता हूं कि तार की न्यूनतम लंबाई यह होनी चाहिए और दो तारो के बीच न्यूनतम दूरी यह होनी चाहिए ये मेरे डिजाइन रुल होंगे इसलिए एक बार लेआउट बनने के बाद जिसका अर्थ है अलग अलग परतों पर फिर से आयताकार आकृतियों का एक सेट तो एक स्वचालित उपकरण का उपयोग करके मैं यह सत्यापित कर सकता हूं कि क्या यह डिज़ाइन रुल सभी आयतों और आयतों के जोड़े जो परस्पर संवाद कर सकते है के लिए संतुष्ट हैं इसलिए यह जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है लेकिन यह टिकाऊ है तो यह मूल उद्देश्य है इसलिए डिज़ाइनर के लिए निर्माण प्रक्रियाओं की जटिलताओं को समझना मुश्किल है और वहाँ दोष हो सकते हैं इसलिए इसका हल डिज़ाइन रुल का एक सेट परिभाषित करना है ये डिज़ाइन रुल एक तरह के माध्यम के रूप में कार्य करते है डिजाइनर और उस व्यक्ति यानि प्रोसेस इंजीनियर के बीच में जो कि वास्तव में निर्माण कर रहा है डिज़ाइन रुल रूढ़िवादी या आक्रामक हो सकते हैं रूढ़िवादी का मतलब है कि मैं जानबूझकर कहता हूं कि एक तार की लंबाई यह होनी चाहिए जो कि आवश्यकता से अधिक है क्योंकि मैं निर्माण प्रक्रिया की विविधताओं के लिए भी सहनशीलता को ध्यान में रख रहा हूं तो तार की चौड़ाई थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी लेकिन उस थोड़ी सी को भी स्वीकार्य किया जा सकता है अगर मैं शुरू में सिर्फ यह कहना शुरू कर दूं कि तार की चौड़ाई इतनी बड़ी होनी चाहिए इसी तरह तारों के बीच दूरी यदि मैं निर्दिष्ट करता हूं कि उन्हें पर्याप्त रूप से अलग किया जाना है तो भी निर्माण अपूर्णता के कारण उनके बीच कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा तो यह समझ मे आता है लेकिन निहितार्थ यह है कि यदि आप रूढ़िवादी हैं तो कुल यानि कि क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है जिसका अर्थ है आपका प्रदर्शन देरी के कारण बढ़ रहा होगा लेकिन यदि आप आक्रामक हैं तो आप अनावश्यक रूप से तारो को व्यापक या अलग नहीं कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन को बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं जो संभवतः कुछ विफलताओं के कारण है निर्मित होने वाले सही चिप्स का प्रतिशत नीचे जा सकता हैं तो यह एक समझौता है तो डिजाइन रूल वास्तव में देख रहे होंगे यह कुछ बाधाओं को निर्दिष्ट करता है जो आयतों के संबंध में स्वभाव में ज्यामितीय हैं हम इसे लेआउट कलाकृति कह रहे हैं अब ये नियम आम तौर पर न्यूनतम चौड़ाई और न्यूनतम दूरी या रिक्ति के नियम हैं और ये तारों या वस्तुओं के बीच एक ही परत या अलग अलग परतों में लागू होते हैं अब यदि इन नियमों का पालन किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रक्रिया वेफर्स पर पैटर्न सबसे अधिक टोपोलॉजी को संरक्षित करेगा और एक सही डिजाइन को जन्म देगा इसलिए यह डिजाइनर के लिए आसान हो जाता है अब अधिकांश डिजाइन रूल जिनका उपयोग किया गया है वे व्यवहार में कभी कभी मापनीय कहलाते हैं मापनीय का मतलब है कि यह नियम एक पैरामीटर लेम्बडा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जैसे हम कहें तो हम निर्दिष्ट करते हैं कि एक तार या दो तार है इसलिए नियम यह कह सकता है कि तार की न्यूनतम चौड़ाई लेम्बडा की दोगुनी होगीं और तारों के बीच न्यूनतम पृथक्करण लेम्बडा का तीगुना होगा लेकिन मैं यह नहीं कहता कि लेम्बडा का मान क्या है जैसे जैसे मेरी तकनीक कम होती जाती है उपकरण छोटे और छोटे होते जाते हैं लैम्बडा का मान भी छोटा और छोटा होता जा रहा है मोटे तौर पर लैम्बडा सबसे छोटे ट्रांजिस्टर के आकार का सूचक होता है सबसे छोटे ट्रांजिस्टर के चैनल को आमतौर पर 2 लैम्बडा गुणा 2 लैम्बडा के रूप में दर्शाया जाता है तो सबसे छोटा ट्रांजिस्टर का आधा को लैम्बडा के रूप में माना जा सकता है अब जैसे जैसे टेक्नॉलॉजी के पैमाने 025 माइक्रोन टेक्नॉलॉजी से कम होते हैं आपने 018 माइक्रोन टेक्नॉलॉजी कम कर दिया था तो आपके डिजाइन रूल नहीं बदले हैं लेकिन लैम्बडा का मान बदल गया है लेकिन निश्चित रूप से आज डीप सबमाइक्रोन टेक्नॉलॉजी के क्षेत्र में केवल यह स्केलेबल डिजाइन रूल काम नहीं करेगा कुछ अन्य डिजाइन रूल भी हैं जो कि संवर्धित हैं जो कुछ निरपेक्ष मूल्यों पर आधारित हैं लैम्बडा पर आधारित नहीं हैं इसलिये परिणाम अधिक जटिल हो जाते हैं इसलिए यह वही है जिसका मैंने उल्लेख किया है कि नियमों को पोर्ट किया गया है या प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला पर पोर्ट किया जा सकता है जैसे समय के साथ प्रौद्योगिकी में बदलाव होता है और डीप सबमाइक्रोन डिजाइन के लिए हमें कुछ पूर्ण डिजाइन रूल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्योंकि सभी परतों के लिए स्केलिंग बराबर उतना अच्छा काम नहीं करती है अब लेआउट को कैसे दर्शाया जाता है हमने अपने पहले के व्याख्यानों के दौरान इसे पहले ही देख लिया है इसलिए हम एक इस्केमेटीक लेआउट का उपयोग कर सकते हैं इस्केमेटीक लेआउट जहां लेआउट अलग अलग वस्तुओं के अनुरूप आयात द्वारा दर्शाया जाता है और हम कुछ कलर कोडिंग प्रारूप का उपयोग करते हैं हर परत को एक अलग रंग के द्वारा दर्शाया जाता है आप उस आकृति को याद करे जिसे हमने पहले देखा था यहाँ एक सीएमओएस इन्वर्टर हमने इस्केमेटीक रूप में इस तरह पेश किया था जहाँ हम कुछ कलर कोडिंग का उपयोग करते हैं नीले रंग का अर्थ है धातु लाल का अर्थ है पॉलीसिलिकॉन भूरे का अर्थ है डिफयूजन मतलब n डिफ्यूजन और इस तरफ ब्राउन है जो p डिफ्यूजन और कॉन्टैक्ट कट काले रंग से दर्शाया जाता है हमने यह भी देखा है कि सिम्बोलिक लेआउट को स्टिक डाईग्राम के अधिक कॉम्पैक्ट में दर्शाया जा सकता है प्रत्येक वस्तु को एक रेखा के रूप में दिखाया गया है जैसे आप याद करते हैं कि हमने देखा था कि इसी तरह के लेआउट को इस तरह से स्टिक डाईग्राम के द्वारा एक कॉम्पैक्ट तरीके से दर्शाया जा सकता है अब मान लें कि हमारे पास डिज़ाइन रूल है हमने पहले ही उल्लेख किया है कि एक धातु रेखा न्यूनतम तीन लैम्बडा चौड़ी होनी चाहिए इसलिए यहां तक कि अगर मैंने इसे एक पंक्ति के रूप में दिखाया है तो मुझे पता है कि इस आयत की चौड़ाई तीन लैम्बडा होगी इसलिए अगर मुझे पता है कि इस धातु और पॉलीसिलिकॉन लाइन के बीच की दूरी तीन लैम्बडा होगी तो मुझे पहले से ही पता है कि यह दूरी तीन लैम्बडा होगी इसलिए डिज़ाइन रूल से मैं अपने स्टिक डाईग्राम को सीधे अपने लेआउट में बदल सकता हूं यही वह लाभ है जो हम हासिल करते हैं तो आइए हम बहुत जल्दी एमओएस ट्रांजिस्टर निर्माण मूल को देखें तो आप जानते हैं कि n चैनल ट्रांजिस्टर इस तरह से बनाया जाता है जहां एक सब्सट्रेट पी टाइप सब्सट्रेट पर दो डिफयूजन रिजन हैं जो अत्यधिक डॉप्ड n क्षेत्र हैं जिन्हें मैंने बनाया है तो एक स्रोत है एक नाली है और बीच में एक ऑक्साइड इन्सुलेशन परत है जिसके ऊपर एक पॉलीसिलिकॉन परत बनाई जाती है जो गेट बनाती है इसलिए गेटस पर एक उपयुक्त वोल्टेज लागू करके ताकि इलेक्ट्रॉनों को चैनल में खींचा जा सके और चैनल आचरण कर सकता है या नहीं कर सकता है समकक्ष सर्किट इस तरह दिखता है अब आप एक ट्रांजिस्टर के लिए देखते हैं तो यह वास्तव में ऐसा है एक तरफ डिफयूजन है दूसरी तरफ डिफयूजन है बीच में कुछ भी नहीं है और ऊपर एक ठोस पॉलीसिलिकॉन ब्लॉक है लेकिन एक लेआउट में जब हम दिखाते हैं कि हम बीच में वियोग नहीं दिखाते हैं हम एक ठोस आयात के रूप में डिफयूजन दिखाते हैं और हम एक ठोस आयत के रूप में पॉलीसिलिकॉन भी दिखाते हैं लेकिन यह समझा जाता है कि जिस क्षेत्र में अतिव्यापी है डिफयूजन रिजन वास्तव में वहां नहीं है लेकिन यह सिर्फ दर्शाने का एक तरीका है इसलिए हमारे सिम्बोलिक लेआउट या स्केमेटीक लेआउट में हम इसे इस तरह दिखाते हैं एक निरंतर आयात यह वही है जो मैं प्रस्तुत करता हूं तो यहाँ के ट्रांजिस्टर को स्केमेटीक रूप में इस तरह से दर्शाया गया है जैसे कि यह ठोस यह शीर्ष दृश्य है डिफयूजन निचली परत में और उसक़े ऊपर लाल रंग में पॉलीसिलिकॉन परत होती है जो गेट है इसी तरह p प्रकार का एमओएस ट्रांजिस्टर है बस यह एक n प्रकार सब्सट्रेट या एक कुएं के शीर्ष पर बनाया गया है वहां एक p प्रकार का डिफयूजन रिजन और इसी तरह ऑक्साइड है तो यहाँ डिफयूजन रिजन को भूरे रंगे से दर्शाया गया है और डिफयूजन और पॉलीसिलिकॉन परत के ठीक ऊपर कई धातु की परतें हो सकती हैं धातु 1 धातु 2 3 4 5 होगी और शेष स्थान पर इन्सुलेटिंग ऑक्साइड है आप इसे थिक ऑक्साइड कहते हैं और जब आवश्यकता होती है तो इस तरह की परतों के पार कनेक्शन हो सकते हैं जैसे धातु 1 और पॉलीसिलिकॉन के बीच यह कनेक्शन धातु 1 और धातु 2 के बीच दिखाता है ये तार कनेक्शन या संपर्क कनेक्शन हैं ये वे कंवेंसन् हैं जिनके बारे में मैंने बात की थी तो एक पॉलीसिलिकॉन तार लाल रंग में दर्शाया गया है n प्रकार के डिफयूजन के लिए हरा रंग है p प्रकार भूरे रंग में धातु 1 नीला धातु 2 बैंगनी और वाया कनेक्शन कॉन्टेक्ट Via's connection contact को काले रंग से दर्शाया हैं तो यह एक और उदाहरण है जो दो ट्रांजिस्टर दिखाता है एक n प्रकार एक p प्रकार का जो एक ट्रांजिस्टर के स्रोत के साथ दूसरे ट्रांजिस्टर की नाली से जुड़ा हुआ है इसलिए शायद हम एक इन्वर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह केंद्रीय बिंदु है जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं निश्चित रूप से इनपुट कनेक्शन नहीं दिखाए गए हैं लेकिन ये अधूरे इन्वर्टर हैं अब जैसा कि मैंने कहा है कि डिजाइन रूल इस तरह दिखेंगे पहला प्रकार का डिजाइन रूल है फ़ीचर विद्थ निर्दिष्ट करें जो आयताकार आकृति दी गई है इसलिए न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए देखें ये सभी न्यूनतम हैं इसलिए कोई नुकसान नहीं है अगर मैं दो लैम्बडा के स्थान पर तीन लैम्बडा का उपयोग करता हूं ऐसी दो आयतों के बीच रिक्ति है तो मिनिमम सेपरेशन क्या होना चाहिए तो यहाँ यह दो लैम्बडा के रूप में दिखाया गया है यह उदाहरण है अब परत के आधार पर ये मूल्य बदल जाएंगे तो कुछ वास्तव में व्यावहारिक डिजाइन रूल यहां दिखाए गए हैं यह एक मानक डिजाइन रूल पर आधारित है जिसे एमओएसआईएस कहा जाता है तो यह नियम इस तरह से निर्दिष्ट करता है पॉलीसिलिकॉन जहां गेट्स बनते हैं न्यूनतम चौड़ाई दो लैम्बडा होती है सेपरेशन भी दो लैम्बडा होता है डिफयूजन जो नीचे है डिफयूजन न्यूनतम चौड़ाई तीन लैम्बडा है दो समानांतर डिफयूजन के बीच की दूरी भी तीन लैम्बडा होनी चाहिए धातु एक को जैसे आप ऊपर ले जाते हैं तो तीन लैम्बडा लेकिन धातु एक के लिए सेपरेशन तीन लैम्बडा है लेकिन जैसा कि आप धातु दो पर आते हैं तो सेपरेशन को चार लैम्बडा होना चाहिए इसलिए जैसे जैसे आप परत को ऊपर ले जाते हैं सेपरेशन भी बढ़ने लगता है यह भी आपको याद रखना चाहिए वैसे यहां ट्रांजिस्टर बनते हैं तो डिफयूजन रिजन और पॉलीसिलिकॉन एक दूसरे को काट रहे है तो जब एक डिफयूजन और पॉलीसिलिकॉन एक दूसरे को काटते है तो हमने कुछ चीजों का उल्लेख किया है लेकिन डिफयूजन तीन लैम्बडा चौड़ाई में चौड़ा हो सकता है और एक पॉलीसिलिकॉन चौड़ाई में दो लैम्बडाहो सकता है तो यह न्यूनतम है तीन लैम्बडा यहाँ दो लैम्बडा यहाँ और इस ओर ओवरलैप के बारे में न्यूनतम दो लैम्बडा होना चाहिए इस तरफ कम से कम तीन लैम्बडा होना चाहिए इसलिए यदि आप इस अतिरिक्त सेपरेशन को नहीं रखते हैं मतलब कि यह पॉलीसिलिकॉन क्षेत्र तो कुछ निर्माण त्रुटि के कारण आप इस तरह की स्थिति में जां सकते हैं जहां पॉलीसिलिकॉन पूरे चैनल को कवर नहीं कर रहा है और वर्तमान प्रवाह पथ होगा वोल्टेज के बावजूद जों आप गेट पर लगा रहे हैं ठीक है इसी तरह जब दो पॉलीसिलिकॉन और डिफयूजन परत होते हैं तो ये संबंधित नहीं होते हैं और दो परतें होती हैं उनके बीच एक लैम्बडा सेपरेशन होना चाहिए इसलिए इस तरह से ओवरलैपिंग करना वांछनीय नहीं है क्योंकि यह गलती से ट्रांजिस्टर का निर्माण कर सकता है इसलिए यहां सेपरेशन होना चाहिए इसी तरह कॉन्टेक्ट स्पेसिंग के लिए तीन लैम्बडा स्पेसिंग होनी चाहिए दो कॉन्टेक्ट कनेक्शनों के बीच और यदि एक पॉलीसिलिकॉन polysilicon लाइन है तो इस पॉलीसिलिकॉनpolysilicon और इस कॉन्टेक्ट के बीच फिर से एक तीन लैम्बडा सेपरेशन होना चाहिए यह पॉलीसिलिकॉनpolysilicon कॉन्टेक्ट क़े लिये हैं पॉलीसिलिकॉन परत से धातु का लेकिन डिफयूजन कॉन्टेक्ट के लिए सेपरेशन चार लैम्बडा होना चाहिए एक कॉन्टेक्ट से दूसरे कॉन्टेक्ट चार लैम्बडा फिर से डिफयूजन रीजन से कॉन्टेक्ट चार लैम्बडा इसलिए यदि एक पॉलीसिलिकॉन कॉन्टेक्ट और एक डिफयूजन कॉन्टेक्ट आसपास है तो ओवरलैप का एक क्षेत्र होना चाहिए जो कि न्यूनतम दो लैम्बडा होना चाहिए अब वाया कनेक्शन के बारे में तो यदि आप M2 को M1 से जोड़ना चाहते हैं तो दो ऐसे कॉन्टेक्ट के लिए सेपरेशन चार लैम्बडा होना चाहिए कॉन्टेक्ट का आकार आयात आंतरिक रूप से दो लैम्बडा गुणा दो लैम्बडा होना चाहिए और चारों तरफ सेपरेशन एक लैम्बडा होना चाहिए अब यह कुछ ऐसा है जिसकी अनुमति नहीं है इसका मतलब है कि आप सीधे वाया कनेक्शन से एक पॉलीसिलिकॉन और एक धातु की परत को नहीं जोड़ सकते हैं वाया केवल दो धातुओं के बीच है धातु एक से धातु दो तो एक धातु के साथ हमारे पॉलीसिलिकॉन को जोड़ने के लिए आपको इस तरह का एक कॉन्टेक्ट का उपयोग करना होगा तीन लैम्बडा ठीक तो यह वही है जो हमने पहले ही देखा है तो हमारे पास एक सीएमओएस इन्वर्टर है जो कि एक nMOS और pMOS ट्रांजिस्टर का उपयोग करके बनाया हैं आपके पास एक स्केमेटीक लेआउट हो सकता है जैसा कि हमने पहले ही देखा है और स्केमेटीक को स्टिक डाईग्राम द्वारा भी दर्शाया जा सकता है अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समान इन्वर्टर के लेआउट के लिए कई तरीके हो सकते हैं जैसे यहाँ मैंने दो संभावित स्टिक डाईग्राम दिखाए हैं यहाँ की तरह सीधे जोड़ने के बजाय जैसा कि मैं पहले दिखा रहा था इस p डिफयूजन और n डिफयूजन एक कॉन्टेक्ट के साथ जो कि मुश्किल है तो यहाँ मैं बीच में एक धातु लाइन दिखा रहा हूँ तो वास्तव में आप मेटल कॉन्टेक्ट में एक डिफयूजन कर रहे हैं धातु पर आउटपुट ले रहे हैं अब इसे इस तरह से करने के बजाय आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं दो परतें यह p डिफयूजन और n डिफयूजन इन्हें लम्बवत के बजाएँ आप उन्हें क्षैतिज रूप से भी रख सकते हैं और दो पॉलीसिलिकॉन सेगमेंट के बजाय आप पॉलीसिलिकॉन का एक ही लम्बवत सेगमेंट डाल सकते है जो दोनों को पार कर जाएगा तो लेआउट बनाने के कई तरीके हैं तो ऐसे मुद्दे हैं कि आपके लेआउट को क्षेत्र में छोटा होना चाहिए अगर यहाँ दूसरा वाला पहले वाले से बेहतर है क्योंकि यहां लेआउट की ऊंचाई बड़ी हो रही थी यह पहले से ही हमने उल्लेख किया है यह आपका इन्वर्टर है यह आपका स्टिक डाईग्राम है जो इस पर निर्भर करता है कि आप एक दे रहे हैं या शून्य दे रहे हैं इसलिए कोई एक ट्रांजिस्टर का संचालन किया जाएगा और आउटपुट सिर्फ इनपुट का पूरक होगा आइए हम कुछ और उदाहरण देखें तो यहाँ मैं सीएमओएस नेंड गेट दिखा रहा हूँ तो आप देखते हैं कि सीएमओएस लेवेल इस्केमेटीक इस तरह से है पुल अप में दो p टाइप ट्रांजिस्टर हैं और पुल डाउन में दो n टाइप ट्रांजिस्टर है अब फिर से यह कोई अनोखी बात नहीं है इसलिए मैंने इसे महसूस करने के लिए एक संभावित स्टिक डाईग्राम दिखाया है तो इस A और B ट्रांजिस्टर के लिए p डिफयूजन के दो खंड हैं जिन्हें आप देख सकते हैं यह A ट्रांजिस्टर का निर्माण कर रहा है B इसे पार कर रहा है और एक ट्रांजिस्टर का निर्माण कर रहा है और ये इस बिंदु से जुड़ रहे हैं ये दो जुड़ रहे हैं और फिर एक मेटल कनेक्शनहै जो इसे पुल डाउन नेटवर्क से जोड़ता है यहाँ एक मेटल कनेक्शन है तो पुल डाउन नेटवर्क में लंबवत रूप से यह n डिफ्यूजन है यह A यहां पहला ट्रांजिस्टर बना रहा है और B यहां दूसरा ट्रांजिस्टर बना रहा है तो आप देख सकते हैं कि यह एक कलाकृति करने जैसा है यह एक तरीका है इसलिए इस संरचना को बनाने के कई तरीके हैं तो आपको इस नेटलिस्ट के अनुरूप होना पड़ेगा और अलग अलग परतों पर कनेक्शन उत्पन्न करना होगा ताकि आप ट्रांजिस्टरत्transistor बना सकें आप वीडीडी और ग्राउंड से कनेक्शन बना सके और आउटपुट और इनपुट से भी जुड़ सके एक और उदाहरण लेते हैं - नोर गेट तो नोर गेट इस तरह दिखता है तो आप नेंड और नोर देखते हैं इनका लेआउट एक दूसरे का उलट हैं p टाइप जो ऊपर था इसलिए यह एक दर्पण छवि की तरह होगा क्षैतिज अक्ष से तो लेआउट इस तरह से हो जाता है तो अब n टाइप के ट्रांजिस्टर समानांतर में आ रहे हैं p टाइपके ट्रांजिस्टर श्रृंखला में आ रहे हैं तो अब मुद्दा यह है कि यदि आपके पास एक परिदृश्य है जहां अधिक कॉम्प्लेक्स गेटस हैं जो आप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं आइए हम यहां एक उदाहरण लेते हैं मान लें कि हम एक फलन ab ∨ c को लागू कर रहे हैं आइए ईसे एक बार देखें तो हम एक फलन ab ∨ c को लागू कर रहे हैं तो अब इसके लिये सीएमओएस लेवेल सर्किट डाईग्राम क्या होगा इसके लिए एक पुल अप और एक पुल डाउन नेटवर्क होगा चलो पेह्ले मैं आपको पुल डाउन नेटवर्क दिखाता हूँ पुल डाउन नेटवर्कमें इस तरह के ट्रांजिस्टर होंगे जहां a और b श्रृंखला में आ रहे होंगे c समानांतर में आ रहे होंगे लेकिन पुल अप नेटवर्कों में यह सिर्फ इस के डुअल होगा डुअलdual का अर्थ है कि यह आपका c होगा यह श्रृंखला में आएगा और फिर a और b कुछ इस तरह समानांतर में आ जाएगा तो आप यहाँ से आउटपुट लेते हैं f तो यह फलन जिस तरह से यह काम करता है वह इस तरह से है अगर यह ab c यह स्थिति सच है इसका मतलब है कि या तो a और b दोनों एक है या c एक है तो पुल डाउन नेटवर्क का संचालन होगा यदि a और b दोनों एक हैं तो यह मार्ग चालू रहेगा यदि c एक है तो यह मार्ग चालू रहेगा इसलिए f जमीन से जुड़ा होगा मान लीजिए कि यदि आप डी मोर्गन लॉ लागू करते हैं तो यह ab c होगा जो a' b'c' है तो पुल अप नेटवर्क इसे कार्यान्वित करता है तो यदि आप कह सकते हैं कि a और b या उनमें से कोई भी शून्य है जिसका अर्थ है कि या तो यह संचालित हो रहा है या यह संचालित कर रहा है और c शून्य है जिसका अर्थ है कि यह भी संचालित किया जा रहा है तो वीडीडी को f से जोड़ा जाएगा तो आउटपुट एक होगा सही है तो यह एक सीएमओएस लेवेल इस्केमेटीक है जिसे आप किसी दिए गए फलन से बहुत आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेआउट इतना स्पष्ट नहीं हो सकता है इसलिए एक लेआउट बनाना एक जटिल फलन के लिए एक दूसरे रेखाओं को पार किये बिना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इसलिए यदि आप इसका विश्लेषण करते हैं तो यह सही प्रतीत होगा लेकिन आर्बिटरेरी फंक्शन दिया जाता है तो सबसे अच्छा लेआउट कैसे प्राप्त करें यह आसान काम नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं पुल अप में आने वाले दो ट्रांजिस्टर समानांतर हैं फिर यहां एक ट्रांजिस्टर श्रृंखला और पुल डाउन मे a और b श्रृंखला में हैं और समानांतर में c है तो आपके पास अलग अलग कॉन्टेक्ट हो सकते हैं यहां देखें कि यहां एक दिलचस्प बात है आपको यहां एक कॉन्टेक्ट की आवश्यकता है और धातु पर आप यहां लेकर ला रहे हैं क्योंकि पहले से ही एक पॉलीसिलिकॉन तार इस तरह से चल रहा था और यदि आप सीधे इस डिफयूजन ग्रीन तार को नीचे लाते हैं तो एक और ट्रांजिस्टरयहां बना होगा यह हरा और यह लाल क्रॉसिंग होगा तो आपको इन चीजों के बारे में सावधान रहना होगा तो सीएमओएस डिजाइन के लिए सीएमओएस लेवेल की नेटलिस्ट इस उदाहरण की तरह है जो मैंने दिखाया था यह काफी सरल है किसी भी नकारात्मक फलन को देखते हुए सीएमओएस एक सकारात्मक फलन को लागू नहीं कर सकता है जैसे कि यदि आपके पास एक फलन f है जैसे कि ab c d के बराबर तो एक अकेला सीएमओएस इसे लागू नहीं कर सकता है तो आपको पहले नॉट को लागू करना होगा उसके बाद फिर इन्वर्टर लेकिन इससे लेआउट में अनुवाद करना आसान नहीं है लेकिन मध्यवर्ती चरण आपके लिए आसान हो सकता है इस टोपोलॉजी को आप सीधे स्टिक डाईग्राम में मैप कर सकते हैं और स्टिक डाईग्राम से आप उस लेआउट को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं जो आम तौर पर आप इस रूप में देखते हैं यह इस्केमेटीक की टोपोलॉजी के साथ एक संबन्ध है जो मैंने बनाया है तो वे लगभग एक समान संरचना का प्रदर्शन करते हैं तो यह वही है जो हम जानना चाहते थे और डिजाइन रूल इसमें मदद करते हैं यदि आपके पास एक लेआउट है आप स्वचालित रूप से लेआउट या स्टिक डाईग्राम लेआउट को वास्तविक लेआउट में बदल सकते हैं जहां तारों की चौड़ाई और सेपरेशन को परिभाषित किया गया है तो डिज़ाइन रूल चेक आपको दो चीजों में मदद करता है लेआउट को स्वचलित बनाने में एक और बहुत सारे परिवर्तनों को करने में जिसे आप बाद में देखेंगे जब हम लेआउट कोम्पेक्शन के बारे में बात करेंगे इसलिए कुछ कोम्पेक्शन करने के बाद में चिप में कहीं न कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उस एकमात्र समस्या के कारण पूरी चिप विफल हो सकती है तो अंत में आप यह भी पता लगाने के लिए डिज़ाइन रूल चेक करते हैं कि क्या इस तरह के किसी भी डिज़ाइन रूल में बदलाव उल्लंघन वास्तव में हुए हैं ठीक है इसके साथ ही हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में जैसा कि मैंने कहा है कि हम लेआउट कोम्पेक्शन के क्षेत्र को कम करने के विभिन्न तरीकों पर गौर करेंगे Thank you धन्यवाद